इस सप्ताह के अंतिम व्याख्यान के लिए आपका स्वागत है हमने रिलेशन एक्सट्रैक्शन के लिए हाथ से बने पैटर्न के बारे में बात की है हमने बूटस्ट्रैपिंग एप्रोच और सुपरवाइसड एप्रोच के बारे में बात की है तो इस व्याख्यान में हम एक बहुत ही दिलचस्प एप्रोच के बारे में बात करेंगे जो पिछले 2 एप्रोच का अच्छी तरह से उपयोग करता है इसे डिस्टेंट सुपरविज़न कहा जाता है और हम देखेंगे कि इसके मूल विचार क्या है और उम्मीद करते है कि आप इसे बहुत दिलचस्प पाएंगे हम उस परिकल्पना से शुरू करते हैं जो आप बूटस्ट्रैपिंग में भी उपयोग कर रहे हैं तो परिकल्पना क्या है यहाँ 2 एंटिटीस हैं जो किसी विशेष रिलेशन से जुड़ी हैं उस वाक्य में होने वाले कॉर्पस में जो भी वाक्य होता है वह उस रिलेशन को बताता है कि यह परिकल्पना है कि यह मॉडल किस पर बनाया गया है जिसमे मेरे पास 2 एंटिटीस हैं मुझे पता है कि उनके बीच रिलेशन है अगर आपको कॉर्पस में एक वाक्य मिलता है जहां ये एंटिटीस हैं तो मैं सोच सकता हूं कि ये केवल उस रिलेशन से जुड़े हैं तो यह उस रिलेशन को व्यक्त करने की संभावना है तो यहाँ महत्वपूर्ण विचार क्या है इसलिए हम बूटस्ट्रैपिंग और सुपरवाइसड विचारों दोनों का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ हम क्या करते हैं हम एक डेटाबेस का उपयोग करके शुरू करते हैं जहां आपके पास पहले से ही किसी विशेष रिलेशन के बहुत सारे उदाहरण हैं तो बहुत सारे सीड टपल्स हैं आप कई ट्रेनिंग उदाहरणों को प्राप्त करने के लिए रिलेशनस के डेटाबेस का उपयोग करते हैं बूटस्ट्रैपिंग में कुछ सीड टपल्स को हैंडक्राफ्टिंग के बजाय बूटस्ट्रैपिंग में आप केवल कुछ सीड टपल्स लेते हैं और कुछ इटरेटिव मेथड करना शुरू करते हैं और इसके बजाय हैंड लेबल्ड से किए गए कॉर्पस का उपयोग करें जो हम सुपरवाइसड एप्रोच के मामले में करते हैं आप ऐसा नहीं करते हैं लेकिन आप एक डेटाबेस से शुरू करते हैं जिसमें बहुत सारे प्रतिस्थापन उदाहरण हैं तो एप्रोच क्या है आपके पास एक डेटाबेस है जहाँ एंटिटीस अलग अलग रिलेशनस से जुड़ी हुई अब आप स्वचालित रूप से इस डेटाबेस से विभिन्न एंटिटी पेयर्स को प्राप्त कर लेते हैं और आप बहुत से अनएनोटेटेड डेटा को उस कॉर्पस में देखते हैं और यह पता लगाते हैं कि प्रत्येक एंटिटीस जहाँ भी होती हैं वहां से विभिन्न फीचर्स को निकालने के लिए आप सरल पैटर्न नहीं लेते हैं आप जानते हैं कि आप उन्हें लेबल किए गए वाक्यों से निकालते हैं आप इन एंटिटीस से युक्त वाक्यों को एक कॉर्पस से निकालते हैं इन वाक्यों से बहुत सारे नॉइजी फीचर्स निकाले जा सकते हैं ये लेक्सिकल फीचर्स हो सकते हैं सिंटेक्टिक फीचर्स नेम्ड एंटिटी टैग्स हो सकते है यह वही है जो आप सुपरवाइसड एप्रोच में कर रहे थे लेकिन अब आप ऐसा बिना किसी हैंड लेबलिंग के कर रहे है और फिर इसे एक क्लासिफायर में कंबाइन करें यदि हम ब्लाक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं तों हम क्या करेंगे हमारे पास एक डेटाबेस होगा जिसमें एंटिटी 1 एंटिटी 2 और रिलेशन 1 एंटिटी 1 प्राइम एंटिटी 2 प्राइम रिलेशन 2 और इसी तरह और यह वही है जो आपके पास डेटाबेस में होगा तो आपके पास बहुत सारे कॉर्पस होंगे जिनमें बहुत सारे वाक्य हैं तो आप क्या करेंगे आप परिकल्पना का उपयोग यह कहने के लिए करेंगे कि जहां भी ये एंटिटीस इस कॉर्पस में पाई जाती हैं वे इस रिलेशन pi से जुड़ी हैं तो यहां आपके पास इन वाक्यों में एंटिटी 1 एंटिटी 2 एंटिटी 1 एंटिटी 2 एंटिटी 1 एंटिटी 2 है अब आप यह मानने लगते हैं कि यह आपका लेबल्ड किया हुआ डेटा सेट है तो अब आप जानते हैं कि यह आपका लेबल्ड डेटा सेट है तो आप इसे लेबल वन द्वारा लेबल करेंगे या इस परिकल्पना द्वारा यह रिलेशन वन है यह आपके लेब्लड किए गए डेटा सेट है अब आप बिल्कुल वही करते हैं जैसा आप सुपरवाइसड एप्रोच में करते हैं हम इसका उपयोग करने की कोशिश करेंगे की यह मेरा रिलेशन हैं अब मैं यहां से फीचर्स को एक्सट्रेक्ट करूँगा पहले कौन से शब्द आते हैं बाद में कौन से शब्द आते हैं पार्स ट्री क्या है जिसका उपयोग हम कर सकते हैं तों आप क्लासिफायर बनाने के लिए इन फीचर्स का उपयोग करते हैं और उस क्लासिफायर को जब नए वाक्यों से चलाते है तो आपको यह लेबल दे सकते हैं जैसे ये 2 एंटिटीस इस रिलेशन से जुड़ी हुई हैं तो अब हम यह देख सकते हैं कि यह बूटस्ट्रैपिंग से अलग कैसे है बूटस्ट्रैपिंग में आप केवल कुछ सीड्स से शुरुआत करते हैं फिर आप कॉर्पस पर जाते हैं यहाँ आप बूटस्ट्रैपिंग में फीचर नहीं लेते हैं केवल सरल पैटर्न लेते हैं और यहां एक क्लासिफायर में फीचर्स का उपयोग करने के रूप में अच्छा नहीं है और सुपरवाइसड एप्रोच के मामले में आप क्या करते हैं इसे आप मैन्युअल रूप से कर सकते है आपको प्रत्येक वाक्य को रिलेशन के साथ रिलेशन एंटिटीस के साथ मैन्युअल रूप से टैग करना होगा और क्योंकि आप डेटाबेस का उपयोग करके परहेज कर रहे हैं इसलिए सुपरवाइसड एप्रोच के मामले में यह डेटाबेस नहीं होता है आप सीधे उस कॉर्पस पर जाते हैं और आप लेबल करना शुरू करते हैं और क्लासिफायर बनाने के लिए उन लेबल्स का उपयोग करते हैं तो आप यहां बूटस्ट्रैपिंग और सुपरवाइसड को संयोजित करने की कोशिश कर रहे हैं और अच्छे तरीके से देखरेख कर रहे हैं जैसे कि आप इनमें से प्रत्येक समस्याओं से बच रहे हैं आप बूटस्ट्रैपिंग की समस्या से बच रहे हैं व्याख्या के साथ कोई समस्या नहीं है आप नहीं जानते कि यह कैसे अच्छा या बुरा होगा बहुत सारे उदाहरण लेकर भी यहाँ कुछ सीड टपल्स हैं और पैटर्न के बजाय फीचर्स के साथ कर रहे हैं और आप अपने लेबलिंग कार्य से बचने और डेटाबेस से लेबल लेने के द्वारा सुपरवाइसड एप्रोच के साथ समस्या से बच रहे हैं तो आप इन दोनों तरीकों को एक साथ कैसे जोड़ते हैं अब बता दें कि लेवेरेज़िंग रिच हैंडक्राफटेड नॉलेज का सुपरवाइसड एप्रोच में लाभ उठाते सकते है और आप इन फीचर्स का उपयोग कर सकते हैं और अनसुपरवाइसड एप्रोच की वजह से भी आप असीमित मात्रा में टेक्स्ट डेटा का लाभ उठा सकते हैं यह लेबल नहीं किया जा सकता है तो आप इसे इस एप्रोच में भी उपयोग कर सकते हैं और आप विभिन्न कमजोर फीचर्स का उपयोग कर सकते हैं तो लेक्सिकल फीचर्स सिंटेक्टिक फीचर्स में और आपको पता है कि यह ट्रेनिंग कोष के प्रति संवेदनशील नहीं होगा तो यह आप जिस भी कॉर्पस पर काम कर रहे हैं उस पर काम करेंगे हम इस डिस्टेंट सुपरविज़न विचार के माध्यम से हाइपरनीम्स को खोजने का एक उदाहरण लेते हैं तो हम क्या करेंगे तो डेटाबेस क्या है जिसमें हाइपरनिम पेयर्स शामिल होंगे और आप देख सकते हैं कि वर्डनेट वह डेटाबेस है जिसमें सुपर कॉन्सेप्ट सब कॉन्सेप्ट एक अच्छा मशीन रिडबल तरीके से होता है इसलिए मैं उस डेटाबेस का उपयोग करने के लिए और अधिक हाइपरनीम्स का पता लगाने की कोशिश करूंगा तो आइए हम एक साधारण एकल हाइपरनीम के द्वारा एक उदाहरण है शेक्सपियर और ऑथर शेक्सपियर एक ऑथर हैं मैं बूटस्ट्रैपिंग के समान क्या करूंगा मैं अपने कॉर्पस के माध्यम से पता लगाऊंगा कि ये सभी एंटिटीस एक वाक्य में एक साथ कहां होती हैं मान लीजिए कि मुझे इस तरह के कुछ वाक्यों का पता लगता है जैसे कि ऑथर्स लाइक शेक्सपियर सम ऑथर्स इन्क्लुडिंग शेक्सपियर शेक्सपियर वास द ऑथर ऑफ़ सेवेरल शेक्सपियर द ऑथर ऑफ़ टेम्पटेशन ये वाक्य हैं जिनमे हम एंटिटीस को खोज रहे है और मैं तुरंत उनके साथ हाइपरनीम रिलेशन का एक लेबल लगाऊंगा जो यहां एक शेक्सपियर की एंटिटी है जो हाइपरनिम के इस रिलेशन एंटिटी 2 ऑथर से संबंधित है यह लेबलिंग अब स्वचालित रूप से की जा सकती है क्योंकि मेरे पास ये संबंध और परिकल्पना है अब यहाँ एक समस्या यह हो सकती है कि कुछ नोइज़ी उदाहरण हैं जैसे द ऑथर ऑफ़ शेक्सपियर इन लव ऑथर्स एट द शेक्सपियर फेस्टिवल हैं तो क्या आप देख सकते हैं कि यह नोइज़ी क्यों है ऑथर और शेक्सपियर दोनों शब्द एक साथ घटित हो रहे हैं लेकिन वे हाइपरनिम के रिलेशन में नहीं हो रहे हैं आप देख रहे हैं मैं यहां एक ऑथर की बुक शेक्सपियर इन लाइव के बारे में बात कर रहा हूं यहाँ शेक्सपियर बीइंग एन ऑथर के बारे में बात नहीं कर रहे है उसी तरह कुछ ऑथर्स एट ए फेस्टिवल यहाँ शेक्सपियर बीइंग एन ऑथर के बारे में भी बात नहीं कर रहे है तो क्या होगा मान लीजिए कि आप इसे पैटर्न ऑथर्स ऑफ़ शेक्सपियर या ऑथर्स एट द शेक्सपियर फेस्टिवल के रूप में लेते हैं यदि आप इसे अपने पैटर्न के रूप में लेते हैं और नई एंटिटीस को निकालने की कोशिश करते हैं तो वे सही नहीं होंगे तो इस रिलेशन या इस पैटर्न के साथ होने वाले शब्दों के पेयर्स के बारे में सोचें यह हो सकता है कि कोई व्यक्ति कहीं पर था तो यह नहीं कहते है कि यह सब कंसेप्ट सुपर कंसेप्ट रिलेशन है तो यह आपका नोइज़ी उदाहरण है अब मेरा डिस्टेंट सुपर विज़न इन नोइज़ी उदाहरणों को कैसे संभालेगा इसलिए बूटस्ट्रैपिंग के मामले में इन उदाहरणों को संभालने का कोई आसान तरीका नहीं है लेकिन यहां मैं क्या करूंगा क्योंकि मेरे पास इस रिलेशन के लिए कई सीड पेयर्स हैं तो यह नोइज़ी उदाहरण एक या 2 मामलों में दिखाई देगा लेकिन वे अधिकांश मामलों में नहीं होंगे और यही मैं इसका उपयोग करूंगा तो वे 1 या 2 वे घटित होंगे 2 हाइपरनिम पेयर्स लेकिन वे कई अन्य पेयर्स के साथ नहीं हो रहे हैं और अगर मैं रैंडम पेयर्स लेता हूं तो वे उनके साथ हो सकते हैं यही कारण है कि ये नोइज़ी उदाहरण मेरे सिस्टम के प्रदर्शन को खराब नहीं करेंगे मैं हाइपरनीम पैटर्न कैसे सीखूं मैं कॉर्पस से वाक्य लेता हूं डबली हैवी नाइट्रो हाइड्रोजन एटम कॉल्ड ड्यूटेरियम और मेरे पास एटम ड्यूटेरियम एंटिटी जैसे विभिन्न नाउन हैं तो यहाँ क्या किया गया था 6 मिलियन वाक्य न्यूज़वायर से लिए गए थे और 752311 पेयर्स एंटिटीस नाउन पेयर्स से बने थे तो यह डेटा से शुरू हो रहा है तो आपके पास बहुत सारे डेटा हैं जिनसे आप नाउन पेयर्स ढूंढ रहे हैं और आप यहाँ 750000 नाउन पेयर्स देख रहे हैं डिस्टेंट सुपरविज़न का उपयोग करने के लिए आपको इनमें से कुछ नाउन पेयर्स को देखना होगा जो पहले से ही हाइपरनीम रिलेशन में शामिल हैं तो आप यह पता लगाने के लिए वर्डनेट का उपयोग कर सकते हैं कि इनमें से कितने रिलेशन हैं तो मान लीजिए कि आपको पता है कि फोर्टीन थाउजेंड रिलेशन हैं और शेष थर्टी सेवेन थाउजेंड में यह रिलेशन नहीं है तो तुरंत आपके पास डेटा से पॉजिटिव उदाहरण और नेगेटिव उदाहरण हैं जहाँ भी इन 15000 एंटिटीस में से एक होता है आप कहेंगे कि ये हाइपरनीम के रिलेशन से जुड़े हुए हैं और जहाँ भी ये एंटिटीस होती हैं वहाँ इन एंटिटीस के बीच कोई हाइपरनीम रिलेशन नहीं होता है और इसका उपयोग आप अपने क्लासिफायर बनाने और विभिन्न फीचर्स को निकालने के लिए कर सकते हैं तो आप वाक्य को पार्स करते हैं पैटर्न निकालते हैं विभिन्न फीचर्स का निर्माण करते हैं और इन पैटर्न पर क्लासिफायर ट्रेन करते हैं इस प्रयोग में लोग 70000 अलग अलग फीचर्स के साथ लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लासिफायर चलाते हैं जिन्हें पैटर्न और बाकी सब कुछ का उपयोग कर माना जाता था इस एप्रोच में पैटर्न क्या हैं वे एक स्पेसिफिक डिपेंडेंसी पार्स पर आधारित है जिसे मिनिपार पार्स कहा जाता है तो यह आपको बताएगा कि आप कैसे अच्छे पैटर्न का पता लगा सकते हैं और उन्हें अपनी फीचर्स के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं आपके पैटर्न के रूप में फीचर्स के लिए मिनिपार का उपयोग करने के लिए क्या विचार है तो मान लीजिए कि हमारे पास वाक्य है शेक्सपियर कई नाटकों के ऑथर थे और आप 2 एंटिटीस के बीच शेक्सपियर और ऑथर में फीचर का पता लगाना चाहते हैं आप क्या करेंगे आप इस मिनिपार पार्सर को चलाएंगे और आपको इस वाक्य का पार्स मिलेगा तो आपके पास इस वाक्य का पार्स है तो यहाँ लेमास में शेक्सपियर ऑथर हैं और वे विभिन्न रिलेशनस से जुड़े हुए हैं अलग अलग शब्द से जुड़े हुए हैं अब आप शेक्सपियर और ऑथर को जोड़ने वाले पैटर्न के बीच एक रिलेशन निकालना चाहते हैं तो आप उन शब्दों के एबट्रैक्ट निकालेंगे जिन्हें आप कनेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि आप यह पता लगाना चाहते हैं कि अन्य शब्द क्या हैं जो समान प्रकार के पैटर्न से जुड़े हैं तो आप शेक्सपियर और ऑथर पर निकालेंगे और उन्हें x और y कहेंगे आप शेक्सपियर से शुरू कर रहे हैं आप देखेंगे कि वह कौनसा मार्ग है जो 2 को जोड़ता है और आप यहां विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं यह मार्ग क्या है पहला डिपेंडेंसी रिलेशन क्या है जो शेक्सपियर और मिनिपार को जोड़ता है क्या होता है आपके पहले शब्द के स्पीच का हिस्सा क्या है रिलेशन और अगले शब्द के स्पीच का हिस्सा है कि कैसे रिलेशनस को लेबल किया जाता है यहाँ शेक्सपियर एक नाउन है बी एक वर्ब है और रिलेशन सब्जेक्ट है और आप विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो आपके पास एक माइनस हैं तो आप माइनस नाउन सब्जेक्ट और VBE द्वारा इस रिलेशन को निरूपित कर रहे हैं VBE स्पीच का हिस्सा है जो बी को टैग करता है फिर आप मध्यवर्ती शब्द लेते है तो आप बी शब्द को यहां लेंगे फिर आपके पास एक और पाथ है v b e predicate और noun लें और आप यहां रुक जाएंगे क्योंकि आपको शेक्सपियर और ऑथर को जोड़ना चाहते हैं इस सरल एप्रोच से आप डिपेंडेंसी पार्सर से किसी भी 2 संभव शब्दों के बीच पैटर्न का पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं उन्होंने क्या किया उन्होंने कॉर्पस में विभिन्न शब्दों के बीच सभी संभावित पैटर्न का पता लगाया और यह 70 k था 70 k अलग अलग पैटर्न जो यूजर को यह पता लगाने के लिए उनके लॉजिस्टिक रिग्रेशन के प्रशिक्षण के लिए है कि क्या 2 शब्दों में हाइपरनीम का रिलेशन है अब ऐसा क्या था और हमने तरकीबें भी कीं जैसे कि हमने चर्चा की कि ओरिजिनल नाउन को नाउन पेअर से हटा दिया गया था ताकी वो एक सामान्य पैटर्न बनाने सके और प्रत्येक डिपेंडेंसी पाथ को डिपेंडेंसी के क्रम की सूची में प्रस्तुत किया जाता है जिसे आप देख रहे थे और कभी कभी उनके पास कुछ सॅटॅलाइट लिंक्स होते हैं जेसे सच और एस जब आप पैटर्न का निर्माण कर रहे होते हैं तब क्या पाया जाता है की शब्द पैटर्न के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं लेकिन कंटेंट शब्द इतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं इसलिए जहां भी आपके पास एक पैटर्न है जहां आपके पास एक शब्द है जैसे कि नाउन फ्रेज के रूप में एक नाउन फ्रेज है तो आप क्या करेंगे आप फ़ंक्शन शब्दों को बनाए रखेंगे लेकिन नाउन फ्रसेस को आप शब्द के बजाय नाउन फ्रेज के रूप में रखेंगे इसलिए इस तरह के रेड अलगे को गेलिडियम के रूप में कहने के बजाय आप such NP as NP के रूप में कहेंगे और इस तरह such और as ऐसे ही रहेंगे क्योंकि ये फ़ंक्शन शब्द आपके पैटर्न का वर्णन करने में बहुत सहायक हैं और यह एक अच्छा तरीका है जिसे आप पैटर्न बिल्डिंग के लिए उपयोग कर सकते हैं इसलिए कंटेंट शब्दों पर अब्सट्रैक्ट करें और फ़ंक्शन शब्दों को बनाए रखें यहां कंटेंट शब्द में आप कुछ कंटेंट शब्द ले सकते है जो बहुत उच्च फ्रीक्वेंसी वाले होते हैं क्योंकि तब आप उन्हें अधिक बार पा सकते हैं लेकिन अगर कुछ उच्च फ्रीक्वेंसी वाले नहीं है तो शब्द को रखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि यह अब्सट्रैक्ट करने के लिए बेहतर है यह एक स्पीच टैग के रूप में या विशेष फ्रेज और भी हो सकते है और यह इन पैटर्नों का निर्माण में बहुत मदद करता है और इसे आप अपनी फीचर्स में उपयोग कर सकते हैं अब एक बार उन्होंने ऐसा कर लिया है तो हम इस फिगर में क्या देख रहे हैं इंडिविजुअल फीचर एनालिसिस इसलिए यदि आप एक समय में केवल एक ही फीचर लेते हैं तो प्रिसिशन रिकॉल क्या है जो आपको अपने डेटा पर मिलता है और आप इसे कर रहे हैं तो ये सेवेंटी k अलग अलग फीचर की तरह हैं और आप देख रहे हैं कि अधिकांश फीचर स्वतंत्र रूप से बहुत खराब प्रिसिशन रिकॉल थीं लेकिन कुछ फीचर हैं जो सही हैं जिसमे बहुत उच्च प्रिसिशन रिकॉल है और जब उन्होंने इसका विश्लेषण किया तो उन्हें यह बहुत दिलचस्प लगा ये ऐसे फीचर्स हैं जो सटीक रूप से याद किए जा रहे हैं और ये फीचर्स X हैं और दूसरे Y हैं जैसे की as X such Y as X Y इन्क्लुडिंग X Y खासतौर पर X अब आपको ये फीचर्स याद हैं जब हमने पैटर्न के बारे में बात की जिसे हर्स्ट ने स्वयं महसूस किया कि वह इन फीचर का उपयोग कर रहा है इसलिए इन फीचर को आप इस एप्रोच में पहचाना नहीं जा सकता है हमने इन फीचर को मैन्युअल रूप से कभी नहीं दिया लेकिन एल्गोरिथ्म इन फीचर को स्वचालित रूप से पहचानने में सक्षम था जैसे कुछ अन्य फीचर क्या थे लाइक Y लाइक X Y कॉल्ड X X इस Y X A Y है ये कुछ अन्य फीचर भी थे जिन्हें हर्स्ट ने नहीं पाया था लेकिन एल्गोरिथ्म ढूंढ रहा था और यदि आप उन्हें विभिन्न लिंग्विस्ट या विभिन्न लोगों को दिखाते हैं तो वे कहेंगे कि हाँ ये फीचर इस विशेष कार्य के लिए समझ में आती हैं इसलिए यह इस एप्रोच के बारे में बहुत दिलचस्प था यह सिर्फ सिंगल रिलेशन हाइपरनीम के लिए था लेकिन मान लीजिए कि आप एक ही समय में कई अलग अलग रिलेशन के लिए ऐसा करना चाहते हैं मैं उन्हें एक साथ ट्रेन करना चाहता हूं तों मैं कैसे करूंगा जहां 2009 में यह Jurafskys ग्रुप द्वारा लेबल किए गए डेटा के बिना रिलेशन एक्सट्रैक्शन के लिए डिस्टेंट सुपरविज़न का पेपर था इसलिए उन्होंने कार्पस की जगह विकिपीडिया का इस्तेमाल किया इस प्रकार उस समय 18 मिलियन आर्टिकल्स और 257 मिलियन वाक्य थे जो कि अनलेबल्ड डेटा सेट थे उनके क्या डेटाबेस थे जिसमें उन रिलेशन को शामिल किया गया था जो वे फ्रीबेस का उपयोग करते थे अब फ्रीबेस विभिन्न एंटिटी पेयर्स और उनके रिलेशन का एक बहुत बड़ा भंडार है तो उस समय इसमें 102 रिलेशन 940000 एंटिटीस और 18 मिलियन इंस्टैंस थे कई अलग अलग पेयर्स जो अपने लेबल रिलेशन के साथ मौजूद हैं अब रिलेशन फ्रीबेस में केसे दिखते हैं तो आपके पास एक रिलेशन नाम होगा इसलिए पीपल केटेगरी में एक पर्सन और नेशनलटी है और आपको ऐसे पढ़ने की आवश्यकता है 2 एट्टी वन थाउजेंड रिलेशन हैं और 1 उदाहरण जॉन डुगार्ड व्यक्ति है जो साउथ अफ्रीका नेशनलटी वाले हैं इसी तरह लोकेशन में बेल्जियम शामिल है जिसमें निज़लेन पर्सन शामिल हैं पेशे मिस्टर मैकडफ मेथेमेटीशियन पर्सन है जन्म स्थान एडविन हबल मार्शफील्ड में पैदा हुए हैं जैसे कि इस फ्रीबेस में इन सभी रिलेशन को शामिल किया गया है और इन रिलेशन से जुड़ी एंटिटीस क्या हैं इसलिए अब इन संपूर्ण डेटा सेट का उपयोग करने के लिए उनका कार्य क्या है एल्गोरिथम क्लासिफायर के साथ आप इस डेटाबेस को देख सकते है ताकि आप नए और नए एंटिटी पेयर्स का पता लगा सकें जो रिलेशन से जुड़े हैं तो क्या विचार है इसमें क्या करते है यहाँ सरल चित्रण है तो आपके पास विकिपीडिया की तरह यह कॉर्पस टेक्स्ट है यहाँ पर विभिन्न वाक्य हैं और आपके पास यहाँ फ्रीबेस हैं जिनमें रिलेशन और एंटिटीस शामिल हैं जो फाउंडर बिल गेट्स फाऊनडेड माइक्रोसॉफ्ट जैसे रिलेशन से जुड़े हैं लैरी पेज फाऊनडेड गूगल बिल गेट्स अटेंनडेड हार्वर्ड है इसलिए विभिन्न रिलेशन और एंटिटीस से हम इन दोनों का उपयोग कैसे करते हैं आप या तो रिलेशन को यहां लेंगे और कॉर्पस के माध्यम से देखेंगे और यह पता लगाएंगे कि वे एकल वाक्य में एक साथ कहीं भी आते हैं तो आप कहेंगे कि बिल गेट्स और माइक्रोसॉफ्ट इस वाक्य में एक साथ होते हैं इसका मतलब है बिल गेट्स और माइक्रोसॉफ्ट वाक्य में होने वाली एंटिटी पेयर्स हैं इसलिए मैंने फाउंडर के रूप में एक लेबल दिया और फिर मैंने विभिन्न फीचर्स को निकाला यहाँ पर हम केवल एक सरल पैटर्न X फाउंडेड बाय दिखा रहे हैं लेकिन सामान्य तौर पर आप किसी अन्य फीचर के बारे में सोच सकते हैं जैसे Y के लिए अगला शब्द क्या है और X और Y के बीच क्या होता है X वाक्य को शुरू कर रहा है तो कई अलग अलग फीचर्स हो सकते हैं तो आप यहां एक बहुत ही सरल फीचर दे रहे हैं X फाऊनडेड Y पैटर्न के रूप में है तो आप प्रत्येक एंटिटी पेअर के क्या कर रहे हैं आप उन वाक्यों का चयन करने जा रहे हैं जहां वे परिकल्पना का उपयोग करते हुए होते हैं वे एक ही रिलेशन लेबलिंग और एक्सट्रक्टिंग फीचर्स द्वारा जुड़े हो सकते हैं एक और वाक्य यह है आप X फाउंडर ऑफ़ Y में एक्सट्रेक्ट फीचर्स को निकाल देंगे मान लीजिए कि आप बिल गेट्स हार्वर्ड में जाते हैं तो आपके पास यह वाक्य है और आप इस एक्सट्रेक्ट फीचर X अटेंनडेड बाय जिसमें रिलेशन कॉलेज अटेंनडेड लिया गया था उसी तरह लैरी पेज गूगल है फाउंडर Y वास फ़ोउनडेड बाय X है इसलिए विभिन्न वाक्यों से आप कोशिश करेंगे कि आप विभिन्न प्रकार की फीचर्स और विभिन्न प्रकार के पैटर्न प्राप्त कर सकें अब ये सभी विभिन्न रिलेशन के पॉजिटिव उदाहरण हैं आपको कुछ नेगेटिव उदहारण भी मिल सकते हैं उदाहरण के लिए ये 2 एंटिटीस किसी भी रिलेशन से कभी भी जुड़ी नहीं हैं यह दिलचस्प है कि आप इस डिस्टेंट सुपरविज़न में नेगेटिव उदाहरणों का निर्माण कैसे करते हैं और यह विचार भी बहुत दिलचस्प है कि आपके पास डेटाबेस है जिसे आप जानते हैं कि कौनसी एंटिटीस जुड़ी हुई हैं लेकिन आपके डेटाबेस में कुछ एंटिटीस पेअर है जो किसी भी रिलेशन द्वारा जुड़ा हुआ नहीं है एक बार जब आप इन सैंपल एंटिटीस को लेते हैं तो कॉर्पस में इन वाक्यों का पता लगाते हैं जहाँ ये एक साथ दिखाई दे रहे हैं और लेबल में कोई रिलेशन नहीं बताते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि इन एंटिटीस के बीच फ्रीबेस में कोई रिलेशन नहीं है और यह आपकी नेगेटिव डेटा को उत्पन करेगा तो यह आपका पॉजिटिव डेटा है और फिर आपको कुछ नेगेटिव डेटा भी मिलेंगे इसलिए आप वास्तव में केवल पॉजिटिव डेटा के साथ क्लासीफ़ाय नहीं कर सकते आपको कुछ नेगेटिव ट्रेनड डेटा की आवश्यकता है आप क्या करते हो एंटिटीस के अनरिलेटेड पेयर्स का 1 प्रतिशत सैंपल लेते है 1 प्रतिशत ही नहीं तों बहुत अधिक नेगेटिव डेटा होगा इसलिए आप एक क्लासिफायर बनाना नहीं चाहते जहां यह नेगेटिव उदाहरणों के प्रति अधिक बायस्ड हो इसलिए हम नेगेटिव मामलों के कुछ सैंपल लेते हैं और यहां बताया गया है कि आप ऐसा कैसे करेंगे मान लीजिए कि आपको अपने डेटाबेस में पता चलता है कि लैरी पेज और माइक्रोसॉफ्ट के बीच कोई संबंध नहीं है तो आपको यह पता चलेगा कि लैरी पेज ने माइक्रोसॉफ्ट पर एक स्वाइप लिया था और आप इस फीचर के साथ कहेंगे कि लेबल में कोई रिलेशन नहीं है X ने Y पर कोई स्वाइप लिया था कोई रिलेशन नहीं है यहां हार्वर्ड इनवाईटेड लैरी पेज को किसी चीज़ के लिए किया था तो Y इनवाईटेड X का कोई रिलेशन नहीं बताया है और इसी तरह हम सभी पेयर्स के लिए करेंगे अब आपको मिल गया है और यहां देखें कि टेस्टिंग में क्या होगा टेस्टिंग में आपके पास कॉर्पस टेक्स्ट होगा तो आपके पास वाक्य होंगे जहा आप एंटिटीस का पता लगाते हैं और आप यह पता लगाने के लिए अपने क्लासिफायर के माध्यम से पार्स करेंगे कि क्या इन 2 के बीच कोई रिलेशन है आपके पास X फ़ोउनडेड Y फीचर के लिए एंटिटीस है लेकिन आपको टेक्स्ट साइड में लेबल का पता नहीं था तो आप इस फीचर के साथ पता लगाने के लिए क्लासिफायर का उपयोग करेंगे कि क्या उनके बीच कोई रिलेशन है तो क्या संबंध है और आप कहेंगे कि यहां Y वास फ़ोउनडेड बाय X है X अटेंनडेड Y में लेबल क्या होगा लेबल क्या होगा और क्लासिफायर यह बताने में सक्षम होगा कि अटेंनडेड होंगे यह फाउंडर होंगे इस एकल आंकड़े में अगर आप देखना चाहते हैं तो आपके पास कुछ पॉजिटिव ट्रेनिंग डेटा होंगे और कुछ नेगेटिव ट्रेनिंग डेटा होंगे जिनका उपयोग आप अपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन को जानने के लिए करेंगे और यहां एक मल्टी क्लास है जहां कोई नो रिलेशन भी एक क्लास है और आपके पास टेस्ट टाइम में कई अलग अलग रिलेशन हैं प्रत्येक वाक्य के लिए क्या होगा आप उन एंटिटी पेयर्स को लेंगे फिर आप फीचर्स की पहचान करने की कोशिश करेंगे और इन फीचर्स के साथ इन 2 एंटिटीस के बीच क्या संबंध है इसका पता लगाने के लिए आप इसे अपने क्लासिफायर में फीड करेंगे मान लीजिए कि यहाँ प्रेडिक्शन हेनरी फोर्ड और फोर्ड मोटर कंपनी हैं लेबल यहाँ फाउंडर स्टीव जॉब्स और रीड कॉलेज हैं लेबल यहाँ कॉलेज अटेंनडेड है अब आप किस तरह की फीचर्स का उपयोग कर सकते हैं तो इन सभी पर हमने फीचर्स बट्स की बात की है लेकिन आप फीचर्स का उपयोग कर सकते हैं इसलिए उन्हें यह बताना चाहिए कि वाक्य में 2 एंटिटीस कैसे रिलेटेड हैं तो आप केवल उन शब्दों के संदर्भ में लेक्सिकल फीचर्स का उपयोग कर सकते हैं आप उनके कनेक्शन के संदर्भ में सिंटैक्टिक फीचर्स का उपयोग करते हैं आप हमारे द्वारा चर्चा किए गए उदाहरण में डिपेंडेंसी पाथ का उपयोग कर सकते हैं आप विभिन्न प्रकार की चीज़ों के लिए गैज़ेटर्स नाम एंटिटीस का उपयोग कर सकते हैं लेक्सिकल फीचर्स यह हो सकती हैं कि इन शब्दों के 2 एंटिटी के बीच शब्दों का क्रम क्या है स्पीच टैग का हिस्सा इन शब्दों में और पिछले k शब्द के स्पीच टैग का हिस्सा लूंगा और अगले k शब्द के स्पीच टैग का हिस्सा लूँगा और फिर मैं इन फीचर्स को संयोजित करने और पिछले शब्द के स्पीच टैग का हिस्सा लूंगा और अगले शब्द के स्पीच टैग को उत्पन्न करने की कोशिश कर सकता हूं और फिर बहुत कोनजक्टिव फीचर्स का उपयोग कर सकता हूं और सिंटैक्टिक फीचर्स ले सकते है एक बार आप इन फीचर्स का उपयोग करते हैं तो आपके रिग्रेशन क्लासिफायर को ट्रेन करने और आउटपुट प्राप्त करने के लिए कर सकते है यही जहां हम इस सप्ताह को समाप्त करेंगे हमने एंटिटी लिंकिंग और इनफार्मेशन एक्सट्रैक्शन रिलेशन एक्सट्रैक्शन पर कुछ दिलचस्प एप्लिकेशन के बारे में बात की और हमने देखा कि वे अच्छे तरीके हैं जिनमें आप वेब पर उपलब्ध बहुत सारे डेटा का उपयोग कर सकते हैं और इसे अधिक उपयोगी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं एंटिटी लिंकिंग को जोड़ने ताकि आप एक एंटिटी को जान सकें कि वह कौनसे विशेष कंसेप्ट है जो इनफार्मेशन एक्सट्रैक्शन के डेटाबेस में मेल खाती है आप दी गई एंटिटीस का पता लगा सकते हैं की उनमे क्या रिलेशन है और क्या रिलेशन है जो इन 2 एंटिटीस को जोड़ता है और आप इसके नॉलेज बेस का उपयोग करते सकते है और ये टेक्स्ट माइनिंग में उपयोग किए जाने वाले कुछ बहुत अच्छे और महत्वपूर्ण एप्लीकेशन हैं इसके साथ हम इस सप्ताह को समाप्त करते हैं और फिर मैं आपको अगले सप्ताह में मिलूँगा